तो जैसा कि हम इस दबाव प्रतिरोधी सेंसर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम पहले से ही जानते हैं कि प्रतिरोधी की व्यवस्था या संरेखण वास्तव में मायने रखता है हालाँकि यह त्रिज्या के साथ या त्रिज्या के अनुप्रस्थ दिशा में संरेखित है और मान लें कि यह झिल्ली और एक समान दबाव है डायाफ्राम पर एक समान दबाव P लगाया जाता है वहाँ इशारा करते हुए कागज के नार्मल अब तनाव घटक जो हमें सिग्मा x कहते हैं तो सिग्मा x x दिशा में तनाव है जो रेडियल रूप से काम कर रहा है जो इस दिशा में है सिग्मा x इसी दिशा में है तो वह सिग्मा x बराबर है P गुणा a बटा h का पूरा वर्ग और यह कि हम पाते हैं कि हम प्लेट सिद्धांत से इस अभिव्यक्ति को लिख रहे हैं इसलिए सिंगल क्रिस्टल के लिए 110 दिशा इसलिए तनाव एक वर्गाकार झिल्ली में पर अब जैसा कि हमने पॉइसन अनुपात के लिए चर्चा की है जो भी तनाव है जैसे xy दिशा में वह पॉइसन स्थिरांक गुणा सिग्मा x होगा तो सिग्मा y सिग्मा y पॉइसन स्थिरांक nu गुणा सिग्मा x के बराबर है यानी nu गुणा P गुणा a वर्ग बटा h वर्ग अब सिलिकॉन के लिए nu 03 है तो यदि यह एक सिलिकॉन झिल्ली है तो हम nu को 03 मान सकते हैं अब यह सिग्मा x है और जैसा कि आप प्रतिरोध की दिशा भी देख सकते हैं इसका मतलब है कि यह प्रतिरोध की अनुदैर्ध्य दिशा है तो अनुदैर्ध्य तनाव सिग्मा L वास्तव में सिग्मा x के बराबर है और ट्रांसफर स्टेट सिग्मा T सिग्मा y के बराबर है लेकिन जैसे कि अगर इस व्यवस्था में प्रतिरोध जोड़ा हुआ या इस तरह बनाया जाता तो सिग्मा L वास्तव में सिग्मा y के बराबर होगा अगर व्यवस्था इस तरह थी तो यह वास्तव में मायने रखता है क्योंकि सिग्मा y और सिग्मा s x यह एक नहीं है तो सिग्मा L और सिग्मा T भी समान नहीं हैं तो हम लिख सकते हैं कि सिग्मा L बराबर है P गुणा a वर्ग बटा h वर्ग और सिग्मा T बराबर है nu P गुणा a वर्ग बटा h वर्ग है अब पहले हमने देखा है कि डेल्टा R बटा R को गेज फैक्टर गुणा खिचाव के रूप में या पीजो रेसिस्टिव गुणांक गुणा तनाव के रूप में दर्शाया जा सकता है इसलिए हमारे पास पहले से ही तनाव का मूल्य हैं तो हम लिख सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि इस पीजो प्रतिरोधक गुणांक में एक दिशात्मक गुण है तो लंबाई के साथ पीजो प्रतिरोधक गुणांक लंबाई के साथ और अनुदैर्ध्य दिशा में या अनुप्रस्थ दिशा में समान नहीं हैं तो डेल्टा R बटा R में दोनों घटक होंगे तो यह एक अनुदैर्ध्य घटक है जो कि अनुदैर्ध्य दिशा में पीजो प्रतिरोधक गुणांक गुणा अनुदैर्ध्य दिशा में तनाव है और स्थानान्तरण दिशा में पीजो प्रतिरोधक गुणांक गुणा स्थानान्तरण दिशा में तनाव है 1 1 0 दिशा के साथ एकल क्रिस्टल सिलिकॉन झिल्ली के लिए हम विचार कर सकते हैं कि pi t pi L के ऋण के बराबर है इसलिए डेल्टा R बटा R तब pi L सिग्मा L हो जाता है और फिर यह ऋण चिन्ह ऋणात्मक pi L nu से सिग्मा L से आ जाएगा क्योंकि सिग्मा T फिर से nu गुणा सिग्मा L है डेल्टा R बटा R बराबर है pi L P गुणा a वर्ग बटा h वर्ग गुणा 1 घटा nu है तो हम सिग्मा L का मान डाल रहे हैं सिग्मा L का मान pi P गुणा a वर्ग बटा h वर्ग है और फिर हम pi L गुणा P गुणा a वर्ग बटा h वर्ग हैं और हमारे पास 1 माइनस nu है और उसके संगत स्ट्रेन क्या होगा तब सिग्मा बटा Y के बराबर है और Y हमारा यंग मापांक है तो यह P गुणा a वर्ग बटा h वर्ग गुणा 1 माइनस nu Y से विभाजित कर देता है तो गेज फैक्टर के संदर्भ में डेल्टा R बटा R गेज फैक्टर के संदर्भ में g गुणा एप्सिलॉन हो जाएगा तो वह है G बटा Y गुणा P a बटा h पूरा वर्ग गुणा 1 माइनस nu तो दोनों पीजो प्रतिरोधक दोनों अभिव्यक्ति पीजो प्रतिरोधक गुणांक के साथ साथ गेज फैक्टर के साथ महत्वपूर्ण हैं अब हम जानते हैं कि यह हमारी झिल्ली है और हमारे यहां पीजो प्रतिरोधक तत्व हैं चार अलग अलग प्रतिरोधक वास्तव में यहां रखे गए हैं यहां दबाव आ रहा है और उसके कारण झिल्ली विक्षेपित हो जाएगी और यह झिल्ली का शीर्ष दृश्य है यह सतह हम 2a कहते हैं और फिर हमारे पास चार अलग अलग प्रतिरोधक पीजो प्रतिरोधक हैं जो हम R 1 R 2 R 3 और R 4 कहते हैं हमने इस इस धुरी के साथ तनाव और खिचाव को मापा है और फिर इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह जोड़ा जाता है तो यह वह जगह है जहां मैं आउटपुट वोल्टेज V0 को माप रहा हूं और फिर वास्तव में मैं कुछ वोल्टेज लगा रहा हूं यह अब V है जो हमने लिया है कि यह सभी प्रारंभिक प्रतिरोध समान हैं R 1 R 2 R 3 और R 4 मान लीजिए R1 बराबर है R 2 बराबर है R 3 बराबर है R 4 बराबर है R के है तब V0 आउटपुट वोल्टेज डेल्टा R बटा R गुणा V के बराबर है और अब मुझे पता है कि डेल्टा R बटा R क्या है इसलिए डेल्टा R बटा R P गुणा a वर्ग गुणा h वर्ग से 1 माइनस nu गुणा pi L Vin है इसलिए आउटपुट वोल्टेज V0 को मापकर हम P की गणना कर सकते हैं अब इस अभिव्यक्ति में हम वास्तव में इस Vin को लागू कर रहे हैं और फिर V0 को माप रहे हैं और हम V0 का उपयोग करते हुए हम जानते हैं कि दबाव कितना है हम वापस दबाव की गणना कर सकते हैं अब यदि दबाव बदलता है तो V0 भी बदलता है और यदि V बदलता है तो V0 भी बदलता है संवेदनशीलता बर्स्ट दवाब P है जिस पर तनाव लगाते है Si के लिए वास्तविक एप्लीकेशन में का उपयोग होता है इसलिए संवेदनशीलता को परिभाषित किया गया है S बराबर है डेल्टा V 0 बटा P के तकनीकी रूप से यह संवेदनशीलता होनी चाहिए कि डेल्टा P के प्रति यूनिट परिवर्तन के साथ आउटपुट वोल्टेज कितना बदलता है लेकिन यहां Vin टर्म पर भी होगा क्योंकि अगर हम Vin को बदलते हैं तो भी हम उच्च V0 प्राप्त कर सकते हैं जैसे अगर हम Vin को बढ़ाते हैं तो हम उच्च V0 प्राप्त कर सकते हैं तो जो प्रति यूनिट इनपुट वोल्टेज संवेदनशीलता है प्रति यूनिट इनपुट वोल्टेज सेंस बराबर होता है pi L गुना a वर्ग बटा h वर्ग 1 माइनस nu इस पर a और h हमारे ज्यामितीय है जो झिल्ली की ज्यामिति पर निर्भर करता है और फिर यह pi L nu r जैसे डोपिंग एकाग्रता सामग्री गुणों आदि पर निर्भर करता है तो यह सब हम तय कर सकते हैं और तदनुसार हम दबाव सेंसर की संवेदनशीलता का चयन कर सकते हैं अब इस संदर्भ में हमें एक और शब्द जानने की जरूरत है जिसे बर्स्ट प्रेशर कहते हैं बर्स्ट प्रेशर वह दबाव होता है जो झिल्ली पर अधिकतम दबाव लागू किया जा सकता है इसलिए यदि हम P से अधिक बर्स्ट प्रेशर लगाते हैं तो झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाएगी या झिल्ली फट जाएगी या झिल्ली टूट जाएगी तो बर्स्ट प्रेशर सिग्मा मैक्स है तो निश्चित रूप से बर्स्ट प्रेशर या अधिकतम दबाव में तनाव भी अधिकतम होगा जैसे टूटने से ठीक पहले और फिर सिग्मा मैक्स P मैक्स के बराबर है जोकि a बटा h पूर्ण वर्ग के बराबर है इस दबाव पर जो बर्स्ट प्रेशर पर होगा तनाव भी अधिकतम होगा और यह सिग्मा मैक्स सिलिकॉन के लिए 7 GPa के बराबर है तो बात यह है कि हम जानते हैं कि सामग्री सिग्मा max या सामग्री कितना अधिकतम दबाव झेल सकती है इसलिए तदनुसार यदि हम सामग्री की ज्यामिति को जानते हैं तो हम जानते हैं कि यह दबाव सेंसर या यह झिल्ली अधिकतम कितना दबाव झेल सकता है क्योंकि यदि हम इससे अधिक दबाव लागू करते हैं तो झिल्ली फट जाएगी और यहां ध्यान देने योग्य अन्य बिंदु यह है कि यह P बर्स्ट या P मैक्स झिल्ली के विभिन्न ज्यामिति के लिए अलग है तो यह एक सामग्री के लिए एक स्थिर टर्म नहीं है सिग्मा मैक्स स्थिर है जैसे यह अधिकतम तनाव कितना हो सकता है जो यह झेल सकती है लेकिन यदि सिग्मा स्थिर भी है लेकिन अलग अलग सिलिकॉन झिल्ली के लिए यह विभिन्न आकारों का हो सकता है जैसे 1 झिल्ली 1 माइक्रोन मोटाई के साथ 10 माइक्रोन की हो सकती है दूसरी झिल्ली 1 माइक्रोन मोटाई के साथ 100 माइक्रोन की तरह हो सकती है और दोनों ही मामलों में दबाव को झेलने की अधिकतम क्षमता अलग अलग होगी बस यहाँ उल्लेख करने के लिए जैसा कि हम दबाव के बारे में उल्लेख कर रहे हैं कि 1 वायुमंडलीय दबाव या 1 एटीएम बराबर है 1 bar के और वह 10 घात 5 पास्कल के बराबर है और फिर से 1 GPa 10 घात 9 पास्कल के बराबर है इसलिए यानी 10 घात 4 तो एक और बात जो हमें इससे समझने की जरूरत है कि अगर हम किनारे को घटाते हैं जो कि झिल्ली की मोटाई है तो संवेदनशीलता अधिक से अधिक अधिक होती है या अगर हम आकार बढ़ाते हैं तो संवेदनशीलता भी अधिक है लेकिन अगर हम झिल्ली को बहुत पतला बनाते हैं यदि हम झिल्ली को बहुत पतला बनाते हैं तो सिग्मा मैक्स स्थिर है लेकिन यहां ऐसा है P मैक्स भी घट जाएगा तो बर्स्ट प्रेशर भी कम हो जाएगा तो यह एक प्रकार का व्यापार है जो हमें करने की आवश्यकता है जैसे हम इसे कितना जायदा पतला कर सकते हैं इसलिए कि हमारे पास संवेदनशीलता की एक महत्वपूर्ण मात्रा है और झिल्ली को क्षतिग्रस्त किये बिना तो यहाँ आप देखते है कि P मैक्स केवल सिग्मा मैक्स गुणा h बटा a पूर्ण वर्ग के बराबर हैं तो आप देख सकते हैं कि यदि हम h को घटाते हैं तो संवेदनशीलता बढ़ जाएगी लेकिन P मैक्स घट जाएगा तो दबाव की सीमा जिसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है कम होगा इसलिए संवेदनशीलता और सीमा इन दोनों को हमें ऑप्टिमाइज़ करने की आवश्यकता है कि हम किस सीमा के लिए अधिकतम चाहते हैं और उसके लिए हम किस तरह की संवेदनशीलता हासिल कर सकते हैं अन्य टर्म्स को भी नियंत्रित करके जैसे क्षेत्रफल फिर पीजो प्रतिरोधक गुणांक वगैरह और Vin भी और एक और बात यह है कि आमतौर पर झिल्ली जितना भी अधिकतम दबाव झेल सकती है हम उसका 1 बटा 5 गुना उपयोग करते हैं तो भले ही जैसे कि यह 10 वायुमंडल के दबाव को झेल सकता है लेकिन हम झिल्ली को 10 वायुमंडल दबाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए ज़ोर नहीं देंगे बल्कि हम काम करेंगे जैसे सीमा तय की जाएगी जैसे अधिकतम 2 वायुमंडल संवेदनशीलता पर ऊपरी सीमा अब मोटाई को बहुत कम करने में एक और समस्या यह है कि वास्तव में दबाव और झिल्ली का विक्षेपण इस अभिव्यक्ति से संबंधित है तो P बराबर है Y जो कि यंग का मापांक है गुणा h घात 4 बटा a घात 4 के जहां h झिल्ली की मोटाई है और a वर्गाकार झिल्ली की प्रत्येक भुजा गुणा g 1 गुणा W 0 बटा h प्लस g 2 गुणा W 0 बटा h पूर्ण घन के बराबर है तो यह W 0 झिल्ली का विक्षेपण है और सभी वास्तविक मामलों के लिए जहां हम वास्तव में छोटे विक्षेपण से निपटते हैं हम इस टर्म की उपेक्षा कर सकते हैं हम इस घन टर्म की उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि W0 बटा h ऐसा होगा जैसे W0 h से बहुत कम होगा तो W0 बटा h पूर्ण घन 1 से भी बहुत छोटा होगा इसलिए हम उस टर्म की उपेक्षा कर सकते हैं लेकिन अगर हम झिल्ली को बहुत पतला बनाते हैं तो यह गैर रैखिकता आती है क्योंकि तब हम उस टर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते तो यह हमारे डिवाइस में अतिरिक्त जटिलता जोड़ देगा और यह g1 413 बटा 1 माइनस nu वर्ग के बराबर है इसलिए यदि आप सिलिकॉन का मान डालते हैं तो यह 454 आएगा और g2 बराबर है 233 के और यदि आप अलग अलग मान डालते हैं जैसे मान लें कि मैं कुछ विशेष मान रखता हूं जैसे a बटा h मान लें कि 25 के बराबर है और फिर W 0 बटा h 01 के बराबर है तब हमें दबाव 22 bar के बराबर मिलता है यह सिलिकॉन के लिए है तो Y के लिए आप सिलिकॉन मान का उपयोग करेंगे अब आप देखें कि मैंने यह वास्तविक संख्या लिखी है क्योंकि a बटा h 25 की तरह है इसलिए अगर हमारी झिल्ली की मोटाई 1 माइक्रोन की तरह है तो भुजा 25 माइक्रोन है तो यह काफी उचित धारणा है तब हमारे पास W0 बटा h 01 के बराबर होता है तो सामान्य स्थिति में हम विचार करेंगे कि विक्षेपण मोटाई का अधिकतम दसवां हिस्सा है तो W0 बटा h 01 होगा गैर रैखिक मामलों के लिए यह भी बहुत ही उचित धारणा है तो उस स्थिति में W 0 बटा h पूर्ण घन 0001 हो जाएगा ताकि हम वैसे भी उपेक्षा कर सकें अब यह खुद 22 bar देता है और २२ bar का अर्थ है २२ वायुमंडलीय का अर्थ है कि जो भी आपका हमारा परिवेशी दबाव है अब २२ गुना जैसे उस दबाव से २ गुना अधिक है उस दवाब के जो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है इसलिए हम काफी हद तक यह मान सकते हैं कि यदि हमारा विक्षेपण इतना अधिक नहीं है कि हम रैखिक कार्य में हैं तो यह वह प्रेशर सेंसर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब हम इसे कैसे बना सकते हैं तो पहले चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसके लिए हमें उसका पालन करने की आवश्यकता है पहला कदम शीर्ष सिलिकॉन की अनिसोट्रोपिक इचिंग है सिलिकॉन की अनिसोट्रोपिक इचिंग झिल्ली को बनाने के लिए फिर लिथोग्राफी का उपयोग करके विशेष क्षेत्रों में बोरॉन प्रत्यारोपण जैसा कि हमने पीजो प्रतिरोधों के अंतिम मॉड्यूल में चर्चा की है फिर प्रतिरोधों को व्हीटस्टोन ब्रिज में और अंत में बॉटम वेफर से कनेक्ट करें तो बॉन्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम वास्तव में दो अलग अलग सिलिकॉन वेफर को जोड़ सकते हैं हमने इस पाठ्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा नहीं की है लेकिन इसे आप दो अलग अलग वेफर्स को ग्लूइंग करने के रूप में मान सकते हैं हालांकि ऐसा नहीं है कि हम भौतिक रूप से किसी भी गोंद का उपयोग नहीं करते हैं हम एनोडिक बॉन्डिंग का उपयोग करते हैं या जैसे उच्च तापमान उच्च दबाव बॉन्डिंग जहां दो सिलिकॉन होते हैं तो क्या 2 सिलिकॉन वेफर एक दूसरे से जुड़ेंगे तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह शीर्ष वेफर वह जगह है जहाँ झिल्ली है शीर्ष वेफर में झिल्ली होती है और इसमें सभी प्रतिरोधक होते हैं जो सभी उपकरणों को बनाते हैं लेकिन दूसरे आधे के निचले हिस्से में नीचे का आधा हिस्सा वास्तव में उस दबाव पोर्ट से युक्त होता है और वे कैसे जुड़े हुए हैं जैसे हम अंदर से सामग्री नहीं इच कर सकते तो पहले हम इस सामग्री इस वेफर को बनाते हैं और फिर हम अलग से दूसरे ब्लैक बॉटम वेफर बनाते हैं और फिर हम उन्हें एक साथ जोड़ देते हैं जैसे आप इसे दो वेफर्स को एक साथ जकड़ने जैसा सोच सकते हैं और फिर बीच में हमारे पास एक वैक्यूम या ट्रैप स्पेस की तरह होता है जो एक फंसी हुई गैस की तरह होगी और फिर पतली साइट की शीर्ष साइट एक झिल्ली के रूप में कार्य करती है अब हम इसे कैसे बना सकते हैं अब हम चर्चा करेंगे अब हम एक साधारण १०० सिलिकॉन वेफर के साथ शुरू करेंगे और फिर हम ऑक्साइड को थर्मल ऑक्सीकरण तकनीक में जमा करेंगे तो फिर थर्मल ऑक्सीकरण तकनीक में क्या होगा दोनों पक्षों के ऑक्साइड की समान मोटाई बढ़ेगी तो मान लीजिए कि यह ऑक्साइड है तो यह ऑक्साइड है और फिर हम कोट फोटो रेसिस्टेंस को स्पिन करेंगे जैसा कि हमने लिथोग्राफिक क्लास के दौरान चर्चा की है तो हम फोटो रेसिस्टेंट को स्पिन कोट करेंगे मान लें कि यह फोटो रेसिस्टेंस है और फिर हम फोटो प्रतिरोध के एक विशेष क्षेत्र को उजागर करने के लिए मास्क का उपयोग करेंगे मान लीजिए कि यह वह क्षेत्र है या फोटो प्रतिरोध है जिसे हम उजागर कर रहे हैं तो 2 यू वी के एक्सपोजर और फिर विकास के बाद क्या होगा जैसा कि हमने सही चर्चा की है फोटो प्रतिरोध का यह क्षेत्र दूर हो जाएगा तो हम इसे हटा सकते हैं हम फोटो प्रतिरोध के इस क्षेत्र को हटा सकते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है अब तो यह PR या फोटो प्रतिरोध है और यह Si02 सिलिकॉन ऑक्साइड है और यह सिलिकॉन है अब हम HF या बफर HF का उपयोग करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक घोल है और जो SiO2 को इच करता है तो जो SiO2 उजागर होता है उस क्षेत्र में बफर HF द्वारा HF मिल जाएगा लेकिन यह क्षेत्र ऐचेड नहीं होगा तो फिर HF तो इस क्षेत्र से HF ऐचेड हो जाएगा और खेद है कि SiO2 ऐचेड हो जाएगा और अन्य दो पक्ष जिन्हें मान लो PR द्वारा संरक्षित किया जाता है वे उनके साथ बच जाते हैं अब हम क्या करेंगे हम KOH या TMAH का उपयोग करके अनिसोट्रोपिक इचिंग करेंगे और अनिसोट्रोपिक इचिंग के बाद हमें अनिसोट्रोपिक h प्रोफ़ाइल मिलेगी तो यह कैसा दिखेगा तो यह पक्ष को ऐचेड नहीं होगा क्योंकि यह SiO2 द्वारा संरक्षित है लेकिन बीच से यह अनिसोट्रोपिक तरीके की तरह से होगा और यह 54 डिग्री कोण 547 डिग्री कोण है जो इसे बनाता है अब हम नीचे से एक निश्चित दूरी पर इचिंग को रोकेंगे तो हमारे पास दूसरी तरफ नकारात्मक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ के बीच में एक पतली झिल्ली है और यह खाली जगह और यह हमारी झिल्ली के रूप में कार्य करेगी फिर हम फिर से उपयोग करेंगे हम सभी SiO2 और PR को साफ़ करने के लिए फिर से बफर HF और एसीटोन का उपयोग कर सकते हैं और हम HF या उस तरह के समाधान और PR का उपयोग करके सभी SiO2 को हटा देते हैं हम एसीटोन का उपयोग करके PR को हटा सकते हैं और तब हमें केवल इस तरह की सिलिकॉन संरचना मिलती है और यह झिल्ली है अब झिल्ली के ऊपर अब जैसे कि यह क्रॉस सेक्शनल साइड है और यह टॉप साइड है और यह झिल्ली है इसलिए हम इस नमूने को नीचे से रेडिएट करते हैं और फिर हम झिल्ली से निकलने वाले प्रकाश को देख सकते हैं और इस तरह हम वास्तव में झिल्ली की पहचान कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम फिर से फोटो रेसिस्टेंस और लिथोग्राफी डाल सकते हैं और सभी पीजो रेसिस्टर्स लगा सकते हैं और आप पीजो रेसिस्टर्स कैसे लगाते हैं यानी हम लिथोग्राफी का उपयोग करके कुछ स्थान खोलेंगे और फिर हम उन स्थानों में बोरॉन को डोप कर देंगे और फिर यह सिलिकॉन झिल्ली के स्थान पीजो प्रतिरोधक बन जाएंगे तो आप इसे इस तरह से संरेखित कर सकते हैं या उन्हें डाल सकते हैं हम अपनी डिजाइन आवश्यकता के अनुसार पीजो रेसिस्टर्स डाल सकते हैं तो यह वास्तविक छवि है जो IISc बैंगलोर के प्रोफेसर के एन भट द्वारा बनाई गई थी जो कि डायाफ्राम के शीर्ष पक्ष की वास्तविक ऑप्टिकल छवि है और ये पीजो रेसिस्टर्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पीजो रेसिस्टर्स हैं और यह नीचे की तरफ से है और यहां आप कैविटी देख सकते हैं यह अंधेरा स्थान कैविटी है या प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है ताकि आप समझ सकें और यह झिल्ली है अब एक बार जब हमारे पास यह संरचना होती है जैसे मैं इस संरचना को इस तरह से शीर्ष पर बने पीजो प्रतिरोधकों के साथ रखना चाहता हूं इस तरह जैसे कि यहाँ पीजो प्रतिरोधी बने हैं फिर हम दूसरा सिलिकॉन वेफर या कांच की प्लेट लेते हैं जहां बीच में एक छेद होता है और वह वेफर वास्तव में हम नीचे रख सकते हैं तो उस वेफर को हम सबसे नीचे रखेंगे और फिर एक प्रेशर पोर्ट होगा जो वास्तव में इस वेफर को टॉप वेफर के लिए बॉन्ड जैसा होगा तो यह सभी सिलिकॉन की तरह है सभी पीजो प्रतिरोधक और इचिंग की गई है और इस प्लेट पर और फिर हमारे पास नीचे एक कैविटी है और फिर हम बस एक और प्लेट लेते हैं और इसे एक साथ चिपकाते हैं या इसे एक साथ बंधन से बांधते हैं और फिर हमारे पास पूर्ण दबाव सेंसर होता है अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें इस सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल पीजो प्रतिरोधी तत्वों के बारे में याद रखने की आवश्यकता है यह ऐसा है जब हम सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन पर ऐसा कर रहे हैं और वे विद्युत प्रवाह के बहुत अच्छे संवाहक हैं तो खराब इन्सुलेशन है बहुत खराब इन्सुलेशन इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि पीजो प्रतिरोध को व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की तरह जोड़ने की आवश्यकता है लेकिन उस स्थिति में ऐसा होता है जैसे सभी पीजो प्रतिरोधक एक ही सिलिकॉन झिल्ली के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में सिलिकॉन डोपिंग द्वारा बनाए जाते हैं और अगर सिलिकॉन बहुत अच्छा इन्सुलेटर नहीं है जैसे कि हम जानते हैं कि सिलिकॉन मूल रूप से एक अर्धचालक है और फिर एक पीजो रेसिस्टर और दूसरे पीजो रेसिस्टर के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर बह रहा है तो यह वास्तविक परिणाम में बाधा उत्पन्न करेगा तो यह संवेदनशीलता के तापमान गुणांक के मुद्दों में से एक है तो यह nu pi यह सभी कारक वास्तव में तापमान पर भी निर्भर करता है और प्रतिरोध भी जैसे प्रतिरोधकता वगैरह यह भी तापमान पर निर्भर करता है तो इस तरह के पीजो रेसिस्टर्स के साथ यह एक और समस्या है और जैसा कि हम हमेशा की तरह ज्यादातर समय पर उपयोग करते हैं हम P टाइप पीजो रेसिस्टर्स को पसंद करते हैं क्योंकि उनका बहुत अच्छा गेज फैक्टर होता है तो झिल्ली को n प्रकार का होना चाहिए तो इस उद्देश्य के लिए एक प्रकार का समाधान सोचा जा सकता है ऑक्साइड पर पॉलीक्रिस्टलाइन पीजो प्रतिरोधक तो हम क्या करते हैं हमारे पास इस तरह की झिल्ली है जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो यह झिल्ली है और फिर सीधे झिल्ली के ऊपर पीजो प्रतिरोधक लगाने के बजाय हम एक ऑक्साइड परत डालते हैं और फिर उसके ऊपर हम पीजो रेसिस्टर्स जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन पीजो रेसिस्टर डालते हैं तो ये चार पीजो रेसिस्टर हैं तो अब यह पीजो प्रतिरोधक वास्तव में SiO2 पर हैं तो ये एक दूसरे से ठीक से इंसुलेटेड हैं जहां हम कनेक्शन बनाएंगे केवल वे ही जुड़े रहेंगे अन्यथा ऐसा नहीं है लेकिन यहां समस्या यह है कि इस पॉली सिलिकॉन पीजो रेसिस्टर्स में कम गेज फैक्टर जैसे 30 जबकि सिंगल क्रिस्टल पीजो रेसिस्टर्स का उपयोग 80 के आसपास गेज फैक्टर होता है तो यह एक समस्या है लेकिन एक तरह का फायदा यह है कि डोपिंग का उपयोग करके तापमान संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है 0 तक लेकिन इसका एक फायदा यह है कि डोपिंग से तापमान संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है मेरा मतलब है कि यह डोपिंग से लगभग 0 तक कम हो जाता है तो अब हमने देखा है कि स्क्रैच से प्रेशर सेंसर बनाया जा सकता है एक सिलिकॉन वेफर से शुरू करके फिर सिलिकॉन इचिंग करना फिर लिथोग्राफी और फिर अंत में दबाव सेंसर बनाने के लिए दो वेफर्स को जोड़ना और यह हम पहले ही देख चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन में रेसिस्टर्स कैसे जुड़े होते हैं और यह झिल्ली है और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार यह सभी प्रतिरोधक वास्तव में कुछ बाहरी पैड से जुड़े होते हैं जहां से विद्युत संपर्क लिया जाएगा तो ये धातु के संपर्कों की तरह हैं तो यह धातु संपर्क स्पटरिंग या वेव फिजिकल वेफर डिपोजिशन द्वारा बनाया जाता है जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और फिर इसमें प्रेशर सेंसर तैयार हो जाएगा और यह प्रेशर सेंसर चिप की तस्वीर है तो यह ऑप्टिकल माइक्रो ग्राफ है वास्तव में यहां आप प्रतिरोधों को देख सकते हैं तो ये वास्तविक बोरॉन डोप्ड प्रतिरोधक हैं और फिर ये धातु संपर्क हैं जो वे इसके संपर्क पैड से जुड़े हैं और यह एक झिल्ली क्षेत्र है और वहां आप कुछ द्रव्यमान देख सकते हैं जो वास्तव में संरेखण के लिए हैं क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि झिल्ली की इचिंग नीचे से हुई है जबकि ऊपर की तरफ वास्तव में यह प्रतिरोधक बने होते हैं तो उसके कारण झिल्ली और प्रतिरोधक से मेल खाने के लिए ताकि यह ठीक उसी स्थान पर हो जहां इस संरेखण चिह्नों की आवश्यकता होने पर इसकी आवश्यकता होती है यह सबसे एकीकृत दबाव सेंसर का सर्किट आरेख है तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसे हम जानते हैं कि यह वोल्टेज आउटपुट है जो हमें मिल रहा है और यह वोल्टेज आउटपुट वास्तव में हमें मापने के लिए बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी हम एक साधारण डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं और वोल्टेज आउटपुट को बढ़ा सकते हैं मान लीजिए कि यदि आप 10 गेन एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं तो यदि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से 2 मिलीवोल्ट आउटपुट मिल रहा है तो अंततः माप के अंत में हम 20 मिलीवोल्ट देखेंगे तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम प्रेशर सेंसर के साथ लगा सकते हैं और यह वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाएगा और फिर हम वास्तव में डिवाइस को पैकेज कर सकते हैं तो यह पैकेजिंग की योजना है और वहां हमने एक हेडर कैप लगाया है ताकि हम इसे ऐसे हटा सकें जैसे हवा या नमी हमारे डिवाइस के लिए हानिकारक नहीं है और हम इस हिस्से से हवा या नमी को हटा सकते हैं और फिर जैसे हम इसे वैक्यूम के तहत पैकेज कर सकते हैं और हम अपने अनुप्रयोगों के लिए लीड ले सकते हैं और यह अंतिम डिवाइस पैकेज डिवाइस है जो आईआईएससी बैंगलोर में प्रोफेसर के एन भट द्वारा और आईआईटी मद्रास में भी बनाया गया है तो वहां आप प्रेशर सेंसर की छवि की वास्तविक तस्वीर देख सकते हैं तो यह हैं ये वे तार हैं जो वास्तव में सोल्डर वायर से बाहर जा रहे हैं और ये पॉली सिलिकॉन रेसिस्टर्स हैं तो यह वास्तविक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की छवि है और यह धातु पैड है जो वास्तव में सोने के पैड हैं जो यहां सोने के पैड पर विचार करते हैं और यह पैकेज डिवाइस है तो यह शीर्ष कैप खुली है यहाँ आप कर सकते हैं तो आप डाई को देख सकते हैं और फिर यह डाई अलग अलग संपर्क बिंदुओं से जुड़ी है प्रेशर पोर्ट पर यहां कनेक्ट किया जाएगा तो यह अंतिम उपकरण है और यह आउटपुट वोल्टेज वर्सेस दबाव है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 मिलीवोल्ट के इनपुट वोल्टेज के साथ आप 18 मिलीवोल्ट प्रति बार की संवेदनशीलता प्राप्त कर सकते हैं तो अगर हमारा आउटपुट लगभग 1 मिलीवोल्ट है तब हम जानते हैं कि यदि हमारा आउटपुट लगभग 10 मिलीवोल्ट है तो हम जानते हैं कि दबाव लगभग 1 bar है जबकि यदि यह लगभग 20 मिलीवोल्ट है और हम जानते हैं कि यह लगभग 10 bar का दबाव है तो संवेदनशीलता 18 मिलीवोल्ट प्रति bar है जबकि यदि आप 2 मिलीवोल्ट का उपयोग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि स्लोप थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि संवेदनशीलता के साथ Vin भी आता है तो यदि इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट है तो उस स्थिति में संवेदनशीलता 36 मिलीवोल्ट प्रति bar है और यह झिल्ली है तो झिल्ली की इस मोटाइ के लिए यह ग्राफ खींचा गया है तो यह सब प्रेशर सेंसर के लिए है